मार्केटिंग रिसर्च और एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे जो कि दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों में से एक है और कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हम शोधों में डाटा की मात्रा निर्धारित करने में सक्षम नहीं होते और आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं होता इसलिए ऐसी स्थितियों में क्वालिटेटिव रिसर्च करना और किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना बहुत आसान हो जाता है तो आइए देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है अगर आपको याद है कि पिछली कक्षा में हमने एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात की थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक प्रकार का अनुसंधान है जहां शोधकर्ता अन्वेषण करने की कोशिश करता है कुछ ऐसा पता लगाने की कोशिश करता है जो पहले नहीं था इसलिए वह कुछ ऐसा पता लगाने की कोशिश करता है जो ज्यादातर लोगों को और आम जनता को नहीं पता हो तो ऐसी स्थितियों में अध्ययन का पता लगता है इसलिए हम कहते हैं कि यह एक तरह की खोज है यह विज्ञान की दुनिया की खोज हैं यह छोटे सैम्पल्स के आधार पर असंरचित प्राथमिक खोजपूर्ण डिजाइन होता है

यदि आप हमारी पिछली कक्षा में वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में भी बात की थी डेस्करप्टिव और कासुअल रिसर्च दोनों ही कन्क्लूसिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं इसमे हमने देखा कि आवश्यक डेटा की संख्या काफी बड़ी है क्योंकि छोटे से डेटा से अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए एक प्रयोगात्मक अध्ययन के मामले में जो निर्णायक भी हो यह अनिवार्य हो जाता है कि आपके पास डेटा का एक बड़ा सेट हो और एक बार जब आपके पास यह डेटा हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि क्या सैंपल और पापुलेशन में कोई महत्वपूर्ण अंतर है हो सकता है कि हमारा सैंपल सांख्यिकीय रूप से पापुलेशन से अलग है इसका मतलब है कि उप जनसंख्या माध्य से सांख्यिकीय रूप से यह सैंपल भिन्न है कई बार हम बहुत सारे उद्योगों और फर्म में से केवल कुछ ही सही लेते हैं और यह जांचने की कोशिश करते हैं कि सैंपल का और पापुलेशन का माध्य क्या है अगर यह एक जैसा ही है तो हम कह सकते है की यह पापुलेशन से लिया गया है लेकिन हर समय यह संभव नहीं है और ऐसी परिस्थितियो में जब शोधकर्ता को बहुत कुछ नहीं पता होता है तो वह इसका गहन अध्ययन करता है उदहारण के' लिए सभी इंसान ज्यादातर एक जैसा व्यवहार करते हैं तो मैं अपने शोध के अनुसार कुछ उद्देश्यों की पूर्ती के लिए यह देखने की कोशिश करूंगा की मनुष्य किसी विशेष स्थिति में कैसे व्यवहार करता है जैसे की मान लें कि जब लोग स्टोर में आते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है या क्या होता है जब लोग पुलिस को देखते हैं अब जब आप ऐसा शोध करते हैं आपको ऐसा करने के लिए दर्जनों लोगों की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके लिए भी आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे की ऐसी स्थिति में क्यों होता है या लोगों की के भावनाएं होती हैं इसलिए क्वॉलिटीटीव रिसर्च मूल रूप से उपभोक्ता की समृद्धि गहराई और जटिलता को समझने में मदद करता है आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनियों ने इसका इस्तेमाल नए उत्पाद डिजाइन प्राप्त करने के लिए और उत्पादों के लिए नई कीमतें निर्धारित करने के किया है क्योंकि उदाहरण के लिए वे समझते हैं कि किसी उत्पाद का सही मूल्य क्या है और यदि उपभोक्ता एक कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो निर्माता वास्तव में इसे लेने में प्रसन्न होगा यदि इससे कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है तो क्वॉलिटीटीव रिसर्च उसकी मदद करेगी क्योंकि समाज में चीजें बहुत जटिल हैं उदाहरण के लिए चीज़ें जैसे की कार हीरा लोगों के स्टेटस से जुड़ा होता है और जटिलता के कारण उत्पाद की नई कीमत निर्धारित करने के लिए यह तंत्र बहुत लाभकारी है एक और उदाहरण एस्टी लॉडर एक कॉस्मेटिक कंपनी है जिसने अपने उत्पादों के आकार को बदल दिया है उसने किनारों को नरम बनाने के लिए गोल करके एक महिला के शरीर से इसका लिंक बनाया आम तौर पर यह कहा जाता है कि महिला का शरीर अधिक नरम होता है पुरुष अधिक खुरदरा और आक्रामक होते है और महिलाएं नरम होती हैं तो ऐसी हालत में एस्टी लॉडर ने अपने उत्पादों का आकार बदल दिया अब जब आप इस आकृति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह महिलाओं के लिए सही है इसलिए जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने इसकी सराहना की और महिलाओं को यह अधिक अच्छा लगने लगा है मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं यह एक खाद्य तेल कंपनिय का हैं उन्होंने कई डिज़ाइन बनाए हैं उनमें से एक डिजाइन शंक्वाकार प्रकृति का था पैकेट की संरचना शंक्वाकार डिजाइन की थी लेकिन धीरे धीरे उन्हें उस डिजाइन को वापस लेना पड़ा क्यूंकि तेल स्पष्ट रूप से रसोई में उपयोग किया जाता है और कई बार बच्चे छोटे बच्चे अपनी माँ का अनुसरण करते थे तो वे कभी कभी पैकेट के रंग की ओर आकर्षित हो जाते थे जिससे शंक्वाकार बिंदु की नोक से उन्हें कभी कभी चोट लग जाती थी छोटे बच्चे उस पर बैठने की कोशिश करते थे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कई छोटी दुर्घटनाएं हों जाती थी और हम जानते ही हैं की अधिकांश उत्पाद वे बेचते हैं क्योंकि उनका भावनात्मक संबंध होता है ऐसा हमेशा नहीं होता है की उनका एक उच्च कार्यात्मक मूल्य हो इसलिए जब माताओं ने सोचा की उनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं या वह ऐसी स्थितियों में रो रहा है तो उन्होंने उत्पाद को नापसंद किया और इस प्रकार कंपनी को उस विशेष डिज़ाइन को वापस लेना पड़ा तो क्वॉलिटीटीव रिसर्च का औचित्य क्या है अब क्वॉलिटीटीव रिसर्च ही क्यों उदाहरण के लिए मैंने आपको कई अनिच्छा या संवेदनशील मामले दिखाए हैं जैसे की मान लीजिए कि आप गर्भ निरोधकों के उपयोग पर एक अध्ययन करना चाहते हैं अब भारतीय समाज में हर जगह लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं लेकिन हर देश में ऐसा नहीं है हमारे देश में हमने देखा है कि लोग सेक्स और गर्भ निरोधकों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं तो ऐसी स्थिति में लोग आपको सही उत्तर देना पसंद नहीं करेंगे वे इस जानकारी का प्रतिरोध करेंगे और ऐसी संवेदनशील स्थितियों में बेहतर है कि हम क्वॉलिटीटीव रिसर्च का उपयोग करें और ना की मात्रात्मक रिसर्च का क्योंकि इसमे हमे डेटा के आधार पर विश्लेषण करना होगा लेकिन यहाँ यह संभव नहीं है क्यूंकि उपयोगकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं का खुलासा नहीं किया जायेगा दूसरा उदहारण या की की आप एक बच्चा के किसी विशेष बार्बी की पसंद का पता लगाना चाहते हैं कई डिजाइनों के साथ आती है और एक बच्चे को कौन सा डिज़ाइन अधिक पसंद है यह समझने के लिए बच्चे मापना संभव नहीं है तो हमे उस बच्चे का निरीक्षण करना पड़ सकता है खिलौने की कंपनियां इसे ही करती रही हैं वे खिलौनों को बच्चे के इधर उधर रखती हैं और यह देखती हैं की बच्चा किस खिलोने को उठा रहा है ऐसा करने से हम समझ सकते हैं कि वह कौन सा खिलौना खेलना चाहता है अब कई लोग शिक्षित नहीं होते हैं कभी कभी साक्षरता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है तो ऐसे में कंपनियों को कैसे एहसास होता की उपभोक्ता को क्या चाहिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कौन से पैरामीटर हैं जिनके आधार पर वे सही आधार तय करते हैं जैसे की हम उर्वरकों की बिक्री देखते हैं अब मेरे कहने का क्या मतलब है मान लीजिए कि एक हेक्टेयर भूमि में एक टन गेहूं निकलता है लेकिन अब उर्वरकों के बाद 11 टन निकला है तो हम कहेंगे की इस उर्वरक के कारण वृद्धि हुई है उदाहरण के लिए सब्जी उत्पादकों ने पाया कि कद्दू का आकार या खीरे का आकार काफी बड़ा रहा है और इस खाद की वजह से उपज का आकार बढ़ रहा है तो यह हमे उस विशेष खाद का चयन करते समय निर्णय लेने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक बन जायेगा तो तीसरा मामला एक अवचेतन भावना है अब हर किसी के मन में कुछ न कुछ है जो हम सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हमारी कुछ रुचियां और इच्छाएं हैं जिन्हें हम दबाते हैं और इसे समाज के सामने प्रकट नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे सेकंड लाइफ नाम का एक ऐसा संगठन है जो मूल रूप से लोगों को उस तरीके से व्यवहार करने का मौका देता है जैसा वे चाहते है तो इसका क्या अर्थ है मान लीजिए कि आप कभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नहीं गए हैं और आप वहां जाना चाहते हैं और पानी पर तैरना चाहते हैं तो यह कंपनी ऐसा करने के लिए का मौका देती हैं वे एक आभासी दुनिया बना देते हैं और आप अंडमान जैसा वास्तव मज़ा एक नकली दुनिया में ले सकते हैं वे आपको कुछ आभासी धन से आपको जो कुछ भी पसंद करते हैं उसे खरीदने की अनुमति देगा और आप उन उत्पादों पर खर्च कर सकते है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप कंपनियों को एक विचार मिलता है कि कौन से उत्पाद आम तौर पर पसंद किए जाते हैं इसलिए जब वे इस तरह के डेटा को देखते हैं तो उनके लिए इसका विश्लेषण करना आसान हो जाता है जैसे की पर्यटक ऑपरेटरों या किसी ट्रैवल एजेंसियों को उनके उत्पादों को पैकेज देने में आसानी होती है जीवन एक बहुत ही जटिल घटना संबंध है अब हम इसे कैसे संबंध स्थापित करते हैं और कैसे क्या हम समझते हैं कि कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है लेकिन एक खास रिश्ते की खुशी के लिए मैं एक ऐसा काम करता हूँ जो शायद अन्यथा मैं नहीं करता इसी तरह इस कोक कंपनी ने भी उपभोक्ताओं पर ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट किया उन्होंने यह जानने के लिए किया की लोगों को कोक का या पेप्सी का स्वास ज़्यादा बेहतर लगा उन्होंने पाया की ज्यादातर लोगों को पेप्सी का स्वाद पसंद है उन्होंने पेप्सी को स्वाद में थोड़ा मीठा महसूस किया इसलिए उन्होंने अपने पुराने कोका कोला को नए स्वाद के साथ लेन का निर्णय लिया जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक बहुत प्रसिद्ध मामला था अमेरिका में लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया क्योंकि कोका कोला न केवल एक उत्पाद है बल्कि उनके लिए यह एक संस्कृति थी इसलिए उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई उनकी संस्कृति और परंपरा को बदले अतः ऐसी परिस्थितियों में केवल क्वालिटेटिव रिसर्च ही किया जा सकता है कभी कभी हमे इस सोच से बहार आना पड़ता है की केवल क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हमे सही परिणाम देगी कई बार क्वांटिटेटिव रिसर्च पूरी तरह से विफल होगा मैं कुछ और उदाहरण का उल्लेख करूंगा यह नए उत्पाद विचार निर्माण और विकास में भी मदद करता है जैसा की मैंने कॉस्मेटिक कंपनी के बारे में वर्णन किया अब यह वॉकमैन का उदहारण है आप हैरान रह जाएंगे कि वॉकमैन क्वालीतत्त्वे रिसर्च से निकला है एक दिन मासारू इबुका ने पाया कि कोई व्यक्ति स्टीरियो का उपयोग अपने कंधे पर रख कर कर रहा है उसने महसूस किया कि यह इतनी बड़ी आकार की वस्तु है जो उसके लिए बहुत कठिन होगा इसलिए उन्होंने यह समझने की कोशिश कि लोग संगीत कैसे सुनते हैं और अंततः यह निष्कर्ष निकाला की संगीत सुनने के लिए एक छोटा मोबाइल या पोर्टेबल डिवाइस ज्यादा बेहतर होगा और परिणाम आपके सामने है हम जानते हैं कि इतिहास में वॉकमेन की किसी अन्य उत्पाद से तुलना करना भी बहुत मुश्किल है स्लाइड के दूसरे बिंदु को यह केस टाइमेक्स का है क्या कभी आपने कल्पना की है कि मेडिकल स्टोर्स पर भी घड़ियां उपलब्ध हो सकती हैं नहीं मुझे लगता लेकिन इस कंपनी ने ऐसा किया कई बार पहचानना जरूरी हो जाता है की हमारा ग्राहक कौन है और आपके खरीदार किस तरह के लोग हैं इसलिए कंपनियां उस उत्पाद की स्थिति के बारे में सोचती हैं वे उसका वितरण और पैकेजिंग बदल सकती हैं और अपने उत्पाद और ब्रांड की ताकत और कमज़ोरी समझती हैं यह उन्हें रिटेल की गतिशीलता को और ग्राहक समूहों को सही ढंग से समझने में मदद करता है उदाहरण के लिए नैनो कार इस उत्पाद की क्या धारणा है या फिर पार्ले बिस्किट या लैक्मे कॉस्मिक आपको कैसा महसूस होता है जब यह छवि आपके दिमाग में आती है क्वॉलिटिटिव रिसर्च दो प्रकार से किया जा सकता है एक है डायरेक्ट या नॉन डिस्गोईज़ड और दूसरा है इंदिरेक्ट डायरेक्ट के तहत फोकस ग्रुप मेथड और डेप्थ इंटरव्यू मेथड होता है अब फोकस ग्रुप क्या है जैसा कि नाम से पता चलता है यह वह समूह है जो विशेष कार्य या समझ को करने के लिए उच्च केंद्रित है यह फोकस ग्रुप शोध के उद्देश्य को उजागर करता और साक्षात्कार का भी उपयोग ऐसे ही किया जाता है इंदिरेक्ट में हमारे पास प्रोजेक्टिव है ऐसी तकनीकें जिनमें कुछ प्रकार की तकनीकें होती हैं अब हम आर्कटच ऐप विकास अनुसंधान नामक एक बड़ी कंपनी का उदहारण लेंगे जो मूल रूप से परिधानों का विकास करती है यह कंपनी खरीदारी करते समय महिलाओं की आदतों और भावनाओं को समझना चाहती थी इसका मतलब है कि वे जानना चाहते थे कि महिलाएं मूल रूप से कैसे खरीदारी करती हैं और यह जानने के लिए कि महिलाएं ई कॉमर्स वेबसाइटों का उपयोग कैसे करती हैं और वे खरीदारी करते समय अपने बारे में कैसा महसूस करती हैं तो उन्होंने मूल रूप से एक क्वालिटेटिव रिसर्च वाली बायर सिंथेसिस नमक कंपनी को नियुक्त किया उन्होंने इसके लिए घरेलू और दुकानों पर साक्षात्कार आयोजित किए उन्होंने फैशन ब्रांड की ऐप से महिलाओं को अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन खरीदारी करते समय उनकी प्रक्रिया को दर्शाया उन्होंने परिधानों के बारे में चर्चा की जो वे ऑनलाइन खरीदते थे और जो वे वास्तव में स्टोर में खरीदना पसंद करते हैं महिलाओं ने समझाया कि खरीदारी के दौरान उन्हें क्या करना पड़ता है और उनके लिए फिटिंग का मतलब क्या है इस तरह कंपनी को यह समझ आया की ऑनलाइन पद्धति में कपड़े आज़माते समय वे अपने शरीर के बारे में कैसा महसूस करती हैं परिणाम यह था कि उन्होंने खरीदारी करते समय महिलाओं के तनाव और भेद्यता को जाना इसका मतलब है कि महिलाएं एक तरह के तनाव से गुज़रती हैं और वे असुरक्षित महसूस करती हैं यह उत्पाद की कीमत की वजह से हो सकता है डिजाइन की वजह से उनके मोटापे या बहुत पतलेपन की वजह से हो सकता है ऐसे में यह ऐप उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक फोटो की सिफारिश करने में सक्षम होगा और ऐप ने अपनी पोजिशनिंग से महिलाओं को समर्थित महसूस कराया इसका मतलब है कि ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि महिलाएं एक उत्पाद को खरीदते समय एक समर्थन प्रणाली महसूस करेंगी की वे अकेले नहीं है यह ऐप एक तरह का साथी था जो उनके साथ दोस्त के रूप में था आप जानते हैं कि इससे ई कॉमर्स परिधान को 36 विकास का बढ़ावा मिला यहाँ हमने देखा की क्वालिटेटिव रिसर्च से महिलाओं के व्यवहार को समझने और बिक्री में सुधार में मदद मिली मैं बड़ी संख्या में मामले नहीं बता रहा हूं यह ज्यादातर गैर सांख्यिकीय रूप से संचालित संरचित हैं तो यह परिकल्पना और प्रारंभिक समझ विकसित करके अंतिम निर्णय की सिफारिश करने में सहायक हैं हर शोध की भी एक सीमा होती है अब क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या सीमाएँ हैं छोटे छोटे मतभेद कभी कभी विपणन में एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में संभव नहीं है क्यूंकि वहां आपके पास संख्याएं होती हैं मान लें एक एक औसत ३५ और औसत ३२ है जब आप १ मिलियन की आबादी के लिए एक्सट्रपलेशन करते हैं तो यह समझ में आता है यहां 3 भी उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन यह क्वालिटेटिव रिसर्च में जानना बहुत मुश्किल है क्यूंकि छोटे सैंपल साइज के कारण परिणाम को अलग नहीं किया जा सकता कभी कभी यह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि सैंपल छोटा होता है कई बार व्यक्ति औपचारिक प्रशिक्षण के बिना अनुसंधान कर रहे होते हैं और कभी कभी प्रत्येक उत्तरदाताओं का नमूना चयन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मात्रात्मक अनुसंधान में कम से कम एक संख्या होती है जिसे कुछ अतिरिक्त नमूनों से सामान्यीकृत किया जा सकता है लेकिन इस मामले में आपके पास पहले से ही कम सैम्पल्स है तो अगर आप नमूने ठीक से संबंधित नहीं करते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है और आप सही निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं होते हैं संचार कौशल और शोधकर्ता की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रह तकनीक क्या है पहली है एथ्नोग्राफिक स्टडीज एथनो से मतलब है पीपल ग्राफी यह लोगों के रीती रिवाज़ आदतों और मतभेदों के अवलोकन पर आधारित एक शोध है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में मूल रूप से अवलोकन अधिकार को समझना और उसके बाद अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है यहाँ मैंने अमेज़ॅन जनजाति की बात की हैं एक वैज्ञानिक यह समझने के लिए कि अमेज़ॅन बेसिन में प्रत्येक अलग थलग जनजाति कैसे व्यवहार करती है कैसे रहती है इनकी संगठनात्मक क्या है संस्कृति क्या है कैसे वे जनजातियों का अपना पदानुक्रम बनती है वहां 2 साल रहा वहां रहकर वह जनजाति का हिस्सा बन गया और धीरे धीरे वह यह समझने में सक्षम हो गया की वे कुछ क्यों कर रहे थे या वे कुछ क्यों नहीं कर रहे थे दूसरी शोध शिकागो गिरोह की है आप उपयोग करने वाली दवा के तहत यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे पदानुक्रम को कैसे बनाए रखते हैंऔर वे कैसे निर्णय लेते हैं यहाँ यह चाय पीने से सम्बंधित है जिसे पोर्टिको रिसर्च नाम की कंपनी ने लिप्टन चाय के लिए शोध किया था लिप्टन यह जानना चाहता था कि क्या उन्हें विज्ञापन में निवेश करना चाहिए या एक नया स्वाद बनाना चाहिए या आइस्ड टी का बाजार बनाना चाहिए उनके पास निवेश के तीन मार्ग थे शोध के बाद यह नतीजे निकले की अमेरिकी बहुत गर्म चाय नहीं पीते हैं Iआपको याद होगा मैंने बताया था की भारतीय ठंडे दूध का उपयोग नहीं करते हैं वैसे ही अमेरिकी बहुत गर्म चाय नहीं पीते हैं और अगर वे गर्म चाय पीना चाहते हैं तो वह हर्बल होनी चाहिएकंपनी ने पाया कि अमेरिकी गर्म चाय से ज्यादा आइस चाय पसंद करते थे इसके बाद लिप्टन ब्रिस्क आइस टी कैन लाया क्योंकि कैन अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि उसे उत्पाद को हर जगह ले जाने की क्षमता है और इससे वह नंबर एक रेडी टू ड्रिंक आइस टी का एक सेलिंग ब्रांड बन गया जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई हमे पता चल चूका है की एथ्नोग्राफिक रिसर्च में हम संस्कृति का अध्ययन मूल रूप से लोगों की आदतें के बारे में शोध है एक अन्य प्रकार का शोध है एक्शन रिसर्च जैसा की म से ही पता चलता है यह एक्शन ओरिएंटेड है इसमे सबसे पहले समस्या की पहचान होती है लेकिन हम जानते हैं कि इस मामले में क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं किया जा सकता है तो आप तदनुसार एक योजना तैयार करें मैं इसे कैसे संचालित करूं मैं इसका अध्ययन कैसे करूं फिर आप इसपर कार्य करें और योजनाओं को लागू करें डेटा में बदलाव का सही निरीक्षण करें आप उपभोक्ता या उत्तरदाताओं के व्यवहार में बदलाव या की पसंद में बदलाव का सही निरीक्षण करें और अंत में प्रतिबिंबित करें कि आपको अपनी योजना में क्या बदलाव लाने हैं यह एक टीम की तरह है जो एक पेशेवर शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया को सुगम बनाता है इसलिए यह टीम अनुसंधान जैसा है जो निर्णय निर्माताओं और अन्य हितधारक से सीधा जुड़ा है जो एक विशेष परिस्थिति में सुधार करना चाहते हैं एक्शन रिसर्च बड़े पैमाने पर शैक्षणिक संस्थान का उपयोग कर रहा है उदाहरण के लिए अब शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इस बात पर शोध किया गया था कि शून्य छोटे बच्चे को जो पांच वर्ष से काम उम्र हो उन्हें उस शिक्षक ने कैसे पढ़ाया एक टीम में यह सब कैसे काम करता है और ऐसा करने के लिए यह कितना प्रभावी किया है जैसा कि शिक्षक शोधकर्ता के र्रूप में बच्चों पर शोध किया और समझा कि बच्चों को अपना समूह बनाने का एक विशेष तरीका है वह अपने नेताओं को चुन कर उनका अनुसरण करते हैं यह लेविन का अध्ययन है जो जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था उन्होंने देखा की सबको भोजन की कमी हो रही थी और पर्याप्त खाद्य मांस उपलब्ध नहीं था क्योंकि उन जगहों पर खाने की चीजों में मांस का बहुत महत्व होता है तो उसने मांस के स्थान पर ट्रिप का उपयोग किया ट्रिप जानवरों के शरीर का एक आंतरिक अंग होता है तो अमेरिकी गृहिणियों को मांस के बजाय ट्रिप का उपयोग करने के लिए किस हद तक प्रोत्साहित किया जा सकता है क्यूंकि मांस उपलब्ध नहीं था इसलिए ट्रिप वह विकल्प था जिसमें मांस की ही तरह ही प्रोटीन और अन्य पोषण मूल्य था पहले की तरह ऐसा नहीं था की मांस की प्रचुरता थी वह अब केवल सैनिकों के लिए ही उपलब्ध था लेविन ने अध्ययन किया जिसमें उसने सीमित संख्या में घरों को रात के खाने में ट्रिप बनाने में प्रशिक्षित किया कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च का उपयोग किसी घटना को बदलने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि लोग एक विशेष तरीके से व्यवहार करें जैसे की पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में लोग सक्षम नहीं थे इसलिए लोगों के पास कंप्यूटर का बहुत प्रतिरोध था इसलिए उन्हें स्वीकार्य बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना होगा उन्हें बताना होगा उन्हें शिक्षित करना होगा और उसके फायदे और नुकसान बताने होंगे ज्यादातर फायदे नुकसान नहीं ताकि लोग इसे पसंद कर सकें और इसे अधिक से अधिक अच्छी तरह से उपयोग करना शुरू कर सकें अगली कक्षा में मैं गहन साक्षात्कार के बारे में बताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद